मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने जा रहा हूं जहां हमें इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि कला क्या है इस सवाल का कोई जवाब नहीं है क्योंकि कला क्यों है एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कभी कभी कला के इस पूरे विषय पर हावी हो जाता है हमारे जीवन में कला की आवश्यकता क्यों है चाहे वह सभी की जरूरत हो या जब हम दृश्य अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो कलात्मक कैसे होना चाहिए क्या हमें कुछ कलात्मक बनाने के लिए प्रतिभा के साथ उपहार दिया जाता है क्या हम खुद को और अधिक कलात्मक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं हम कैसे जानते हैं कला क्या है और हम कला को गैर कला से कैसे अलग करते हैं ये भ्रम हैं जो सवाल हमारे मन में हैं इसलिए मैं उन सभी का जवाब देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं लेकिन मैं उन्हें अलग अलग संदर्भों से जवाब देने की कोशिश करूंगा और हमें बातचीत में शामिल होने दूंगा आइए हम उस कारक के सामने आते हैं जो ए आर टी कला नामक तीन अक्षर का शब्द है तो इस तीन अक्षर वाले शब्द का एक A के साथ दो अलग अलग पहलू हैं जब हम कहते हैं कि कुछ कला है हम दो अलग अलग चीजों पर विचार करते हैं एक उपयोगिता और सौंदर्यशास्त्र है तो सौंदर्यवादी हिस्सा कला बन जाता है और हम यथासंभव उपयोगिता कारक को हटाने की कोशिश करते हैं इसे सरल बनाने के लिए मैं केजीसुब्रमण्यम से संदर्भ ले सकता हूं जहां वे कहते हैं कि यह एक हालिया घटना है कि हम इन दो पहलुओं को अलग कर रहे हैं उपयोगिता और सौंदर्यशास्त्र पुराने समय में संयुक्त हुआ करते थे यह केवल हाल ही में है कि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन में लग गए हैं और इसने हमें उपयोगिता और सौंदर्यशास्त्र को अलग तरह से देखा अन्य विचार भी हैं कि आप जानते हैं कि लेख हैं जैसे कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कला का शीर्षक लेख है जहां उन्होंने कहा कि कला एक रचनात्मक अधिशेष की तरह है यह अधिशेष है यह कुछ अतिरिक्त है क्योंकि आप जानते हैं कि यह अधिक था जैसे कि कला ऐसी चीज नहीं है जो हमारी सामान्य या आवश्यक शारीरिक आवश्यकता है बल्कि यह एक मानसिक आवश्यकता है इसलिए यदि हम अपने जीवन में कला के एक कारक के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें खाने की जरूरत है हमें अपने जीवन का नेतृत्व करने के लिए कपड़े और आश्रय प्राप्त करने की आवश्यकता है लेकिन हम कला के बिना जीवित रह सकते हैं लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्या हम वास्तव में कला के बिना जीवित रह सकते हैं तो यह सवाल है कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जो हमारी मानसिक जरूरत का हिस्सा हैं हमारे दिमाग को कला की जरूरत है तो शायद यही उत्तर है कला क्यों है कला क्यों है आइए इस उपयोगिता सौंदर्यशास्त्र कला और इससे जुड़े सभी प्रश्नों प्रश्नों विवादों को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं सौंदर्यशास्त्र और उपयोगिता को आसानी से मिलाया जा सकता है जब हम दैनिक जीवन की चीजों से संदर्भ लेते हैं ऐसे लोग हैं जो पानी की एक बाल्टी लाने के लिए मीलों पैदल चलते हैं लेकिन फिर भी वे बर्तन को सजाने के लिए परेशान होते हैं आप उन बर्तनों को जानते हैं जहां वे अपना पानी ढोते हैं तो ऐसा क्यों है क्या वास्तव में इसकी जरूरत है इसका उपयोगिता उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम करते हैं हम कुछ बर्तनों का उपयोग करते हैं हम कई अन्य चीजों का उपयोग करते हैं हम अपनी कारों का उपयोग करते हैं हमारे पास कई अन्य चीजें हैं जहां हम इसके बाहरी स्वरूप पर विचार करते हैं इसलिए सौंदर्यशास्त्र और उपयोगिता वास्तव में अलग नहीं हैं वे बहुत अच्छी तरह से हाथ से जा सकते हैं इसी तरह हम प्रत्येक और हर चीज के रूप और कार्य पर विचार करते हैं लेकिन यह और प्रश्न आगे की समझ का प्रश्न है अब हम उसी पहलू में मौलिकता के बारे में भी बात करते हैं इसलिए एक रचनात्मक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति को मूल होना चाहिए तो सवाल यह है कि एक इंसान द्वारा कितनी मौलिकता संभव है क्योंकि सबसे मूल रचनात्मक इंसान भी कई पूर्व धारणाओं बहुत सारी समझ अपने जीनों में बहुत सारी चीजों को ले जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरी तरह से मूल है तो मौलिकता उपयोगिता सौंदर्यशास्त्र ये ऐसे पहलू हैं जो आंतरिक रूप से कला की गुणवत्ता से जुड़े हैं जो कला को गैर कला से अलग बनाता है लेकिन कला कार्यों और कला कैसे काम करती है यह समझने के लिए हमें निरंतर प्रश्न में एक निरंतर संवाद में रहने की आवश्यकता है इसलिए मैं के जी सुब्रमण्यम के संदर्भ में और फिर टैगोर के पास भी जाऊंगा जब आप जानते हैं कि के जी सुब्रमण्यम ने कहा था कि आप जानते हैं कि सबसे रचनात्मक व्यक्ति मूल नहीं हो सकता है क्योंकि वह अपने जीन में बहुत सारी चीजें रखता है उसी समय आप जानते हैं जैसे हम टैगोर के एक और बहुत ही दिलचस्प उद्धरण को भी पढ़ते हैं जहाँ वह कहते हैं कि कला में मनुष्य स्वयं को प्रकट करता है न कि वस्तु को तो यह वह नहीं है जो हम बना रहे हैं लेकिन हम कैसे बना रहे हैं और कैसे हम सिर्फ एक वस्तु के माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहे हैं तो वस्तु लगभग एक माध्यम की तरह है जिसे हम कुछ चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम भौतिक रूप से कुछ ऐसा करते हैं जो ऐसा प्रतीत होता है और हम इसके माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति का एक आग्रह है जब तक हमें यह नहीं लगता कि हम खुद को व्यक्त करने का आग्रह करते हैं तब तक हम कला नहीं बनाते और न ही कुछ बनाते हैं हालांकि कला सभी एक अच्छी दृश्य व्यवस्था के बारे में है जो भी रूप ले सकता है यह अत्यधिक अल्पकालिक हो सकता है कि यह बहुत लंबे समय तक भी नहीं रहता है यह एक स्थायी चीज हो सकती है यह कई अन्य चीजों पर सिर्फ एक प्रदर्शन हो सकता है इसलिए अभी हम दृश्य प्रतिनिधित्व और दृश्य उदाहरणों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि जब हम दृश्य छवियों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो हम चर्चा करते हैं कि पहले यह भी है कि इसके लिए एक अच्छा संगठन अच्छी छवि संगठन होना चाहिए इसलिए रचना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम कैसे विचारों की रचना कर रहे हैं कैसे हम कई छवियों की रचना कर रहे हैं हमारे पास एक वस्तु हो सकती है दूसरी वस्तु दूसरी भिन्न वस्तु यह हो सकता है आप कई अन्य वस्तुओं को जानते हैं इसे संयुक्त करना और ठीक से व्यवस्थित करना है और यह कला का नियम है इसलिए प्रत्येक अच्छी दृश्य व्यवस्था कला नहीं हो सकती है लेकिन कला को अनिवार्य रूप से अच्छी दृश्य व्यवस्था का अच्छा उदाहरण होना चाहिए इसलिए अगर हम सभी दृश्य संगठन में दृश्य व्यवस्था में गलत हैं तो हम चीजों को कैसे बनाते हैं हम इसे कला नहीं कह सकते इतना समझ हम सबको है तो हम उस शैली से आगे बढ़ते हैं जब हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि हर कला को अनिवार्य रूप से एक अच्छा दृश्य व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए हमें यह देखना होगा कि यह क्या अच्छा बनाता है इसलिए उस सामंजस्य को पाने के लिए शैली में कुछ सामंजस्य होना चाहिए पपत्र सामग्री अन्य पहलुओं में कुछ स्थिरता होनी चाहिए तो आइए देखें कि शैली क्या है क्योंकि जहां तक कला का संबंध है शैली एक बहुत बड़ा विचार है तो कला के काम को मूल शब्दों में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि इसमें दो प्राथमिक घटक होते हैं एक रूप है और दूसरा एक सामग्री है और यदि वे एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं तो हम एक अच्छी दृश्य शैली प्राप्त करते हैं तो शैली मूलतः रूप और सामग्री का संयोजन है कला शैली माध्यम और अवधि जैसे कई अन्य पहलुओं से प्रतिष्ठित है इसलिए जब हम किसी विशेष दृश्य शैली के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उस समय पर भी विचार करना चाहिए जिसमें इसे निष्पादित किया गया है और माध्यम भी चाहे वह जैसे किया जाए चाहे वह पत्थर की नक्काशी हो या तेल की पेंटिंग हो या यह लकड़ी की नक्काशी हो या यह एक इंस्टॉलेशन आर्ट हो ये विचार हैं अब हमें अलग अलग समय अवधि से कला देखने को मिलती है सदियों पहले बनाई गई कला आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है हम उस कला को पसंद कर सकते हैं हम उस विशेष कला की सराहना कर सकते हैं हम अभी भी महसूस कर सकते हैं कि आज के संदर्भ में योगदान देने के लिए बहुत सी चीजें हैं लेकिन हर बार हमें इसके संदर्भ में देखने की जरूरत है तो यह संदर्भ और इसके संदर्भ के बिना चीजों को भी देख रहा है इसलिए प्रासंगिकता वि संदर्भ ये विचार का हिस्सा हैं यह कला की सराहना का हिस्सा है और हम इसे देखते हैं इसलिए जब हम एक कलाकृति देखते हैं और यह भी जानते हैं कि यह किस समय का है यह हमें एक अलग धारणा देता है हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं हम एक ही काम को बिना किसी उल्लेख के देखते हैं इसकी समयावधि का कोई सुराग नहीं है यह हमें एक अलग समझ देगा और कला को देखने के विभिन्न पहलू हैं हमारे पास अलग अलग विचार हैं हम दृश्य व्यवस्था को विशुद्ध रूप से देखने के बिंदु से देखते हैं जहां इसके सभी तत्व और सिद्धांत मूल कारक हैं इसकी पृष्ठभूमि इसे किसने बनाया है किस हालत में बनाया गया है इसका क्या मतलब है और दूसरी बात क्या है इसके बारे में हमें कोई सुराग नहीं है तो तत्वों और इसके प्रारंभिक उपयोग के माध्यम से सब कुछ पता चलता है तो यह कला के प्रति एक अलौकिक दृष्टिकोण है विषयगत संबंध भी हैं जहां हम जानते हैं हमारे पास पृष्ठभूमि के बारे में बुनियादी सुराग है जिसने इसे बनाया है जहां से यह आया है तो यह एक और विचार है और फिर प्रतिष्ठित विमान में प्रतिष्ठित कारक हम उस प्रतीकवाद के बारे में बात करते हैं जो अधिक संस्कृति विशिष्ट है हमें विशिष्ट प्रतीकों का अर्थ जानने की आवश्यकता है इसलिए कला को देखने और सराहना करने के विभिन्न तरीके हैं हम अलग अलग समय अवधि से कला को देखते हैं जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है तो 19 वीं शताब्दी में की गई एक कला 16 वीं शताब्दी में की गई एक कला से भिन्न होगी या हो सकता है कि वे एक जैसी दिखें एक विशेष समझ हो इसलिए जब हम फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो हम इसके भिन्न भाग रेखा रंग बनावट विशेष गुण संरचना जैसी कई अलग अलग चीजों पर विचार करते हैं इस संदर्भ में हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं लाइन की गुणवत्ता बहुत दिलचस्प है कुछ पेंटिंग रैखिक हैं कुछ चित्रकार हैं कई अन्य चीजें हैं रंग के लिए भी हम ह्यू मूल वर्णक मूल्य पर विचार करते हैं मान यह है कि रंग कितना गहरा या कितना हल्का है इसलिए हम इसके मूल्य इसके ग्रेडिएंट के संदर्भ में एक रंग को देखते हैं तो मान भी तीव्रता से जुड़ा हुआ है फिर हमारे पास सतह बनावट और कई अन्य पहलुओं को देखना है इसलिए वे कला का प्राथमिक हिस्सा हैं और फिर ऐसे विशेष गुण हैं जिन पर हम विचार करते हैं द्रव्यमान मात्रा स्थान फिर जो नकारात्मक स्थान है वह अधूरा है सकारात्मक स्थान जो ठोस है नकारात्मक सकारात्मक संबंध और कई अन्य चीजें हैं इसलिए संरचना में सचित्र गहराई चित्रमय सतह चित्रमय व्यवस्था अतिव्यापन आयाम परिप्रेक्ष्य वे हमारे विचार के अधिकांश हैं और सामग्री में विषय वस्तु इसके पीछे आदर्श या विचारधारा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संदर्भ जिसमें काम बनाया गया था कलाकार का इरादा महत्वपूर्ण है कला काम का अर्थ भी दृश्य में आ सकता है रिसेप्शन प्रतिक्रिया काम करने के लिए दर्शकों कि सभी जगह लेता है शैली रूप और सामग्री का एक संयोजन है जो कि विशिष्ट विशेषताओं में एक पेंटिंग को विशिष्ट बनाती है जिसमें विशिष्ट शब्दावली होती है जैसे कि निरूपण यह गैर अभ्यावेदन या गैर उद्देश्य हो सकता है चाहे विषय वस्तु पहचानने योग्य हो या नहीं प्राथमिक कारक बन जाता है इसलिए अगर हमें उस वस्तु के साथ किसी अन्य वस्तु के साथ कुछ जुड़ाव मिलता है तो हम इसे पूरी तरह से गैर उद्देश्य नहीं कह सकते इसलिए एक गैर उद्देश्य रूप किसी भी अन्य वस्तुओं से जुड़ा नहीं हो सकता है जो अन्यथा प्रकृति में पाए जाते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं रेखीय पेंटिंग या रैखिक कला वह जगह है जहाँ रेखा परिभाषा के प्राथमिक साधन के रूप में काम करती है चित्रकार शैली इसमें शामिल है जैसे कि इसमें क्या शामिल है हमारी छाया छायांकन मॉडलिंग हाइलाइट वे ऐसी चीजें हैं जो एक चित्र शैली में हावी हैं मूर्तिकला चित्रों या मूर्तिकला शैली में तीन आयामी गुण हैं ताकि उन्हें पेंटिंग में भी जोड़ा जा सके तो मूर्तिकला चित्र तीन आयामी दिखते हैं उनके पास एक तीन आयामी क्षेत्र है अब मूर्तिकला में शैली एक मूर्तिकला की बुनियादी तकनीकों को अलग करने के तरीकों की तरह है चाहे वह नक्काशीदार हो ऐसा ही है जब आप एक ब्लॉक निकालते हैं और चीज़ को कम करके जाते हैं तो आप कटौती प्रक्रिया से जाते हैं मॉडल चीजें इसके अलावा हैं आप इसमें सतह जोड़ते हैं आप मिट्टी की गांठ जोड़ते हैं या आप जानते हैं कि यह भी हो सकता है कि आप कई वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं तो इकट्ठा की गई मूर्तियां हैं जहां हम वस्तुओं को बना सकते हैं जो विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं और हम उन्हें एक साथ रखते हैं जैसे स्थापना कला मूर्तिकला की भौतिक विशेषताओं में अंतर करने के तरीके इस तरह के हो सकते हैं चाहे वह एक मुक्त खड़ी मूर्तिकला हो या यह एक उच्च निम्न या धँसा रिलीज़ मूर्तिकला है जो पूरी तरह से मुक्त खड़ी नहीं है पेंटिंग में इसी तरह हमारे पास या तो सपाट सतह होती है या कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इम्पैस्टो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जहां वे इसमें कुछ प्राकृतिक छाया पाने के लिए मोटी पेंट लगाते हैं तो यह आपको सतह की एक अलग सनसनी देता है हम देखते हैं कि कई कलाकार काम करते हैं सबसे लोकप्रिय उदाहरण वान गाग के चित्रों में हो सकता है अब यथार्थवादी कला वस्तुओं को दर्शाती है क्योंकि वे वास्तविक या दृश्य वास्तविकता में हैं इसी तरह प्रकृतिवादी कलाकृतियां भौतिक हैं जैसे कि यह सभी भौतिक उपस्थिति के बारे में है या प्रकृति में किराए की छवि एक प्राथमिक प्रेरणा है इसलिए यहां सरल वस्तुएँ कम सटीकता के साथ मिलती जुलती हैं आदर्शित बातें प्रकृतिवादी चीजों से अलग हैं क्योंकि प्रकृतिवादी चीजें हैं कि वे कैसी हैं और आदर्शवादी कला काम कैसे हैं तो यह एक संस्कृति के प्रचलित मूल्यों में पूर्णता के लिए एक प्रयास है अभिव्यक्तिवादी कलाकृतियाँ देखने वाले की व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाओं के लिए अपील करती हैं जो अक्सर बेहतर अभिव्यक्तियों के लिए रूप की अतिशयोक्ति के माध्यम से होती हैं एब्सट्रैक्ट आर्ट फॉर्म अन्य प्राकृतिक रूपों का एक शैलीगत विरोध है फॉर्म अवलोकन योग्य वस्तुओं का चित्रण नहीं करते हैं चित्रों को अक्सर वस्तु या विचार के सार को निकालने के इरादे से प्रतिनिधित्व किया जाता है तो अमूर्तता को आदर्श बनाया जा सकता है इसे अत्यधिक आदर्श बनाया जा सकता है कि हम कुछ विचार को आदर्श बनाते हैं और एक ऐसा रूप बनाते हैं जो प्रकृति में देखे जाने वाले किसी अन्य रूप से मिलता जुलता नहीं है वैचारिक कला रूप अवधारणाओं संवेदना प्रभाव वगैरह वगैरह पर आधारित होते हैं और अर्ध अमूर्त कला के रूप में कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से बिना किसी कनेक्शन के होता है और कोई जुड़ाव नहीं होता है इसका कुछ दृश्य संदर्भ होता है यह ज्यामितीय हो सकता है यह कुछ भी हो सकता है जो पूरी तरह से यथार्थवादी नहीं है जो न तो पूरी तरह से प्राकृतिक है और न ही पूरी तरह से अमूर्त है तो अलग अलग शैलियाँ हैं और इस तरह से कला को प्रतिष्ठित किया जाता है हमने शैलियों पर चर्चा की और यह भी बताया कि कला क्या है कला क्यों है और वे सभी दुविधाएं हैं इसलिए अगले व्याख्यान में हम दृश्य संचार के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि हम एक शैली के साथ संवाद करते हैं प्रतिनिधित्व की शैली के अनुरूप होना चाहिए इसलिए ये दो व्याख्यान जुड़े हुए हैं हम अधिक गहरे और व्यावहारिक पहलुओं पर जाएंगे कि कैसे निर्णय लिया जाए या कैसे सिद्धांत से चिपके रहें और फिर धीरे धीरे हम सिद्धांत का समर्थन करने के लिए चुने और चुने जाने वाले सही उपकरण में शामिल हो जाएंगे इसलिए वे तत्व हैं